मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन सिद्धांत के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है इसलिए पिछले मॉडल में हमने FDE जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन के लिए एक उदाहरण देखना शुरू किया है और हमने कहा जैसा कि नाम से पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्विलाइज़ेशन इंटरनेट सिंबल इंटरफेरेंस को हटा रहा है यह इस अर्थ में OFDM के समान है कि सिम्बल के ब्लॉक के ट्रांसमिशन से पहले साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ा जाता है हालाँकि उसी समय यह OFDM से इस मायने में अलग है कि हम सिम्बल्स के IFFT सैंपल्स को प्रेषित नहीं कर रहे हैं हम सीधे साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ने के बाद सिम्बल्स को प्रेषित कर रहे हैं ठीक है इसलिए हम FDE का एक उदाहरण देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन के लिए है हम FDE के लिए एक उदाहरण देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन है सब ठीक है और हमने कहा कि हम QPSK या क्वैडरेचर फ़ेज़ शिफ्ट कीइंग सिम्बल्स पर विचार करने जा रहे हैं जो मूल रूप से x 0 बराबर 1 j x 1 बराबर 1 j छोटा x 2 बराबर 1 j है और छोटा x 3 मूल रूप से आपके 1 j के बराबर है ये मूल रूप से आपका N 4 के बराबर हैं ये मूल रूप से आपके N बराबर 4 सिम्बल हैं और ये QPSK सिम्बल्स हैं जो कि क्वैडरेचर फ़ेज़ शिफ्ट कीइंग सिम्बल्स हैं याद रखें कि QPSK समूह है जिसमें मूल रूप से 4 सिम्बल हैं 1 j 1 j 1 j 1 j सही तो ये हैं ये 4 सिम्बल के साथ QPSK क्वैडरेचर फ़ेज़ शिफ्ट कीइंग डिजिटल समूह है और हम एक प्रणाली पर भी विचार कर रहे हैं जो N के साथ FDE प्रणाली है जो 4 के बराबर है आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि वास्तव में FDE प्रणाली में बोलूँ तो कोई सबकैरियर्स नहीं हैं इसलिए आप इसे FDE प्रणाली के रूप में सोच सकते हैं जिसमें ब्लॉक का आकार कैपिटल N बराबर 4 है ठीक है और अब हम क्या करते हैं और जैसा कि हमने कहा ये सीधे टाइम डोमेन में सिम्बल्स हैं सैंपल्स नहीं क्योंकि OFDM में हम टाइम डोमेन में सैंपल्स संचारित करते हैं FDE में हम सीधे टाइम डोमेन में सिम्बल्स को प्रसारित करते हैं और इसलिए हमारे पास मूल रूप से x 0 x 1 x 2 x 3 हैं और इसमें हम साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ते हैं जो एहसास कराता है कि साइक्लिक प्रीफिक्स सीधे उन सिम्बल्स में जोड़ा जाता है और कोई सैंपल्स नहीं हैं आप सिम्बल्स को लें सिम्बल्स का ब्लॉक लें साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ें इसलिए ट्रांसमिटेड सिम्बल्स मूल रूप से इस रूप में दिया जाता है अब मुझे केवल इतना करना है कि x 3 बराबर 1 j है x 0 बराबर 1 j x 1 बराबर 1 j x 2 बराबर 1 j और x 3 फिर से 1 j के बराबर है और यह क्या है यह मूल रूप से साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ आपका ट्रांसमिटेड सिम्बल्स का ब्लॉक है यह साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ आपके ट्रांसमिटेड सिम्बल्स का ब्लॉक है और यह 2 टैप ISI चैनल के साथ प्रसारित होता है y k बराबर x k 05 x k 1 v k यह 2 टैप ISI चैनल है जिसके साथ टैप h 0 बराबर 1 h 1 बराबर 05 है ये टाइम डोमेन में चैनल टैप्स हैं मुझे उम्मीद है कि सभी को वह याद होगा और इसलिए अब एक बार जब आप टाइम डोमेन में सिम्बल्स का साइक्लिक प्रीफिक्स एडेड ब्लॉक सिम्बल्स संचारित करते हैं आपको जो भी मिलता है वह मूल रूप से ट्रांसमिटेड सिम्बल्स के साथ चैनल का सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है

और एक बार जब आप lth FFT पॉइंट पर FFT लेते हैं तो आपको कैपिटल Y l कैपिटल H l गुना कैपिटल X l V l मिलता है ठीक है तो हम यह लिखते हैं h x के साथ सर्कुलरली कन्वॉल्वड है आप FFT लेते हैं जो FFT डोमेन में आपके पास कैपिटल Y l है कैपिटल H l गुना कैपिटल X l V l के बराबर है यह Y l मूल रूप से आउटपुट सैंपल्स के lth FFT पॉइंट्स हैं हाँ आउटपुट सैंपल्स के lth FFT पॉइंट्स आपका छोटा y k इसलिए कैपिटल Y l को हमने कल देखा है जिसे l बराबर 0 से N 1 या छोटे k बराबर 0 से N - 1 y k e पॉवर j pie बाय 2 गुना k l के रूप में दिया गया है ठीक है अब हमने इस उदाहरण के उद्देश्य के लिए भी विचार किया था प्राप्त सैंपल्स y 0 बराबर 1 y 1 बराबर आधा y 2 बराबर आधा y 3 बराबर 1 और अब हम क्या करते हैं हम N को 4 पॉइंट के बराबर लेते हैं हम N को 4 पॉइंट FFT या मूल रूप से DFT के बराबर लेते हैं DFT जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है परफॉर्म करने के लिए FFTएक तेज एल्गोरिथ्म है और हमने कहा कि विभिन्न FFT पॉइंट्स में सैंपल्स Y 0 बराबर 3 Y 1 आधा आधा j के बराबर Y 2 बराबर 0 और Y 3 बराबर आधा आधा j है ठीक है तो हमारे पास छोटा y है जो टाइम डोमेन में आउटपुट सिम्बल् है आप FFT लेते हैं N पॉइंट जो कि N बराबर 4 पॉइंट FFT है आपको विभिन्न FFT पॉइंट्स में आउटपुट सैंपल्स मिलते हैं या आप फ्रिकवेंसी डोमेन में विभिन्न चैनलों के रूप में इसके बारे में सोच सकते हैं हालाँकि चूंकि यह OFDM नहीं है इसलिए हमारे पास वास्तव में सबकैरियर्स की धारणा नहीं है इसलिए इन चीजों को केवल उप चैनल के रूप में या केवल फ्रिकवेंसी डोमेन में आपके FFT पॉइंट्स के बारे में सोचना ठीक है ठीक है और कैपिटल H s वे इन विभिन्न उप चैनलों में चैनल कॉफिशिएंट्स हैं और उन्हें टाइम डोमेन चैनल के 0 पेअर्ड FFT द्वारा दिया जाता है ठीक है तो मेरे पास आपका h 0 h 1 है आप उन्हें 0s के साथ पैड करते हैं और आप N को 4 पॉइंट FFT के बराबर लेते हैं और आपको फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स मिलते हैं आपको फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स मिलते हैं चैनल टैप्स मूल रूप से h 0 बराबर 1 h 1 बराबर 05 होते हैं और आप इस का FFT लेते हैं आप इसे 0 पॉइंट के साथ पेडिंग करने के बाद N पॉइंट FFT लेते हैं और आपको जो मिलता है वह सब चैनल में फ्रिकवेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स H 0 समान 0th FFT चैनल या 0th FFT पॉइंट 3 बाय 2 है H 1 बराबर 1 आधा j H 2 बराबर 1 - आधा आधा और H 3 बराबर 1 आधा j के बराबर है और अब हमने जो कहा है वह मूल रूप से lth FFT चैनल था या lth उप चैनल के साथ हमारे पास Y l H l X l V l है यह आपके lth FFT चैनल के साथ है lth सब चैनल के साथ कहते हैं इसलिए lth उप चैनल में lth FFT कॉफिशिएंट के X hat l का अनुमान मूल रूप से Y l बाय H l है यह अनुमान है यह मूल रूप से ट्रांसमिटेड सिम्बल्स के FFT कॉफिशिएंट का आपका अनुमान है जो छोटे x हैं यह lth FFT कॉफिशिएंट्स का अनुमान है ठीक से याद करें कैपिटल X l मूल रूप से ट्रांसमिटेड सिम्बल्स का lth FFT कॉफिशिएंट है जो छोटे x छोटे x 0 छोटे x 1 छोटे x 2 छोटे x 3 हैं ठीक हैं इसलिए अब फ्रिकवेंसी डोमेन में आप X hat l का अनुमान लगा रहे हैं जो मूल रूप से X l का अनुमान है जो कि ट्रांसमिटेड सिम्बल्स का lth FFT कॉफिशिएंट है ठीक है इसलिए कैपिटल X hat l हमने कहा है कि H l द्वारा विभाजित Y l के बराबर है यह ट्रांसमिटेड सिम्बल्स के lth FFT कॉफिशिएंट का अनुमान है और हम अब विभिन्न अनुमानों की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं कैपिटल X hat 0 Y 0 बाय H 0 के बराबर है यह कैपिटल Y 3 के बराबर है जो कि हम पहले से ही गणना कर चुके हैं कैपिटल H 0 3 बाय 2 के बराबर है आप इसे देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि Y 0 बराबर 3 कैपिटल H 0 3 बाय 2 के बराबर है मूल रूप से कैपिटल x hat 0 Y 0 जो कि कैपिटल H 0 से विभाजित है जो कि 3 3 बाय 2 से विभाजित है जो 2 है कैपिटल X hat 1 मूल रूप से आपकी फिर से एक ही चीज के बराबर होती है कैपिटल Y 1 को कैपिटल H 1 से विभाजित किया जाता है यह Y 1 है फिर से आपको याद दिलाने के लिए यह सब चैनल l पर आउटपुट है जो फ्रिकवेंसी डोमेन में है यह उप चैनल 1 के लिए चैनल कॉफिशिएंट्स है जो मूल रूप से आधा आधा j के बराबर है जो 1 आधा j से विभाजित है और इसलिए अब इसे आधा आधा j गुणा 1 आधा j के रूप में अच्छी तरह से विभाजित किया जा सकता है जिसे 5 बाय 4 से विभाजित किया जाता है जो कि 1 बाय 4 3 बाय 4 j गुणा 4 बाय 5 के बराबर है और इसलिए यह बराबर है 1 बाय 5 3 बाय 5 j के ठीक है और कैपिटल X hat 2 Y 2 को कैपिटल H 2 से विभाजित किया जाता है लेकिन Y 2 याद रखें कि उप चैनल 2 पर आउटपुट Y 2 जो 0 है H 2 जो आधा है से विभाजित है इसलिए यह 0 है और अंत में कैपिटल X hat 3 जो कि FFT कॉफिशिएंट का अनुमान है जो कि ट्रांसमिटेड सिम्बल्स के तीसरे FFT कॉफिशिएंट का अनुमान है कैपिटल Y3 जिसे कैपिटल H 3 द्वारा विभाजित किया गया है जो कि आधा आधा j1 आधा j द्वारा विभाजित है और इसे फिर से कंपलेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी के रूप में आधा आधा j गुणा 1 आधा j गुणा 4 बाय 5 का उपयोग करके सरल किया जा सकता है जो कि 1 बाय 4 3 बाय 4 j गुणा 4 बाय 5 के बराबर है जो बराबर है 1 बाय 5 3 बाय 5 j के इसलिए हमने मूल रूप से ट्रांसमिट सिम्बल्स के FFT कॉफिशिएंट्स के अनुमानों को पूरा कर लिया है और ये अब आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि आपके पास कैपिटल X hat 0 बराबर 2 कैपिटल X hat 1 बराबर 1 बाय 5 3 बाय 5 j कैपिटल X hat 2 बराबर 0 कैपिटल X hat 3 बराबर 1 बाय 5 3 बाय 5 j हैं ये ट्रांसमिटेड सिम्बल्स के FFT कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं ये FFT कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं हमने कैपिटल X के अनुमानों की गणना की है कैपिटल X ट्रांसमिटेड सिम्बल्स के FFT कॉफिशिएंट्स हैं हमने संबंधित अनुमानों की गणना की है जो कैपिटल X hat है ठीक है तो अब हमारे पास ट्रांसमिटेड सिम्बल्स के FFT कॉफिशिएंट्स का अनुमान है अब ट्रांसमिटेड सिम्बल्स को कैसे प्राप्त किया जाए जो कि ट्रांसमिटेड सिम्बल्स का अनुमान है जो मूल रूप से है इस अनुमानित FFT कॉफिशिएंट्स का IFFT लें सही तो कैपिटल Xs को छोटे x के FFT द्वारा दिया जाता है इसलिए यदि आप कैपिटल X के IFFT लेते हैं तो आपको छोटे xs मिलेंगे ठीक है तो कैपिटल X hats लो ठीक है FFT कॉफिशिएंट्स के अनुमान IFFT लो और आपको एक छोटा x hat का अनुमान मिलेगा वह टाइम डोमेन सिम्बल्स का अनुमान है ठीक है और यह मूल रूप से उतना ही सरल है इसलिए मूल रूप से आपके पास कैपिटल X hat 0 कैपिटल X hat 1 कैपिटल X hat 2 कैपिटल X hat 3 है ये आपके ट्रांसमिटेड सिम्बल्स के FFT कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं स्वाभाविक रूप से FFT कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं आप IFFT लेते हैं जो कि आपका N 4 पॉइंट IFFT के बराबर है और आपको जो मिलेगा वह टाइम डोमेन ट्रांसमिटेड सिम्बल्स का अनुमान है आपको टाइम डोमेन सिम्बल्स का अनुमान मिलेगा और इसलिए अब हम ऐसा करते हैं इसलिए हमारे पास मूल रूप से आपका कैपिटल X hat 0 2 है कैपिटल X hat 1 1 बाय 5 3 बाय 5 j कैपिटल X hat 2 0 कैपिटल X hat 3 1 बाय 5 3 बाय 5 j है और मूल रूप से अब आप इस का IFFT लेते हैं जो कि मूल रूप से हम कह रहे हैं कि छोटा x hat k जिसे कैपिटल X hat l के IFFT द्वारा दिया जाता है सबमिशन 1 ओवर N l 0 से N 1 कैपिटल X hat L e की पावर j 2 pie k l बाय N के बराबर है N 4 के बराबर प्रतिस्थापित करते हैं और जो हमारे पास है वह मूल रूप से छोटा x hat k बराबर है सबमिशन 1 ओवर 4 l 0 से 3 कैपिटल X hat l e की पावर j 2 pie k l बाय 4 केI जो कि 1 ओवर 4 सबमिशन l 0 से 3 कैपिटल X hat L e की पावर j pie बाय 2 k l के बराबर है छोटा x hat k 1 ओवर 4 सबमिशन l 0 से 3 कैपिटल X hat l e की पावर j pie बाय 2 k l के बराबर है ठीक है और इसलिए अब हम सिम्बल 0 कैपिटल X hat 0 के अनुमान की गणना करते हैं आप बस देख सकते हैं कि 1 ओवर 4 कैपिटल X hat 0 कैपिटल X hat 1 कैपिटल X hat 2 कैपिटल X hat 3 है जो कि 1 ओवर 4 गुणा 2 2 बाय 5 के बराबर है और इसलिए यह 1 ओवर 4 गुणा 12 बाय 5 के बराबर है जो 3 बाय 5 के बराबर है यह छोटा x hat 0 है जो कि अनुमानित सिम्बल 0 या टाइम डोमेन में ट्रांसमिटेड सिम्बल का अनुमान है सही I मूल रूप से यह है 3 ओवर 5 जो आपने अभी गणना की है ठीक है यह टाइम डोमेन में 0th सिम्बल का अनुमान है ठीक है छोटा x hat 1 1 ओवर 4 कैपिटल X 0 कैपिटल X1 e पावर j pie बाय 2 कैपिटल X 2 e पावर j pie कैपिटल X 3 e पावर j 3 pie बाय 2 जो 1 ओवर 4 2 1 बाय 5 3 बाय 5 j गुणा j 0 1 बाय 5 3 बाय 5 j गुणा j के बराबर है जो मूल रूप से बराबर है 1 ओवर 4 2 j बाय 5 3 बाय 5 j बाय 5 3 बाय 5 जो 1 ओवर 42 6 बाय 5 है जो 1 ओवर 4 गुणा 4 बाय 5 जो कि बराबर है 1 ओवर 5 के और यह छोटा x hat 1 है ठीक है यह आप का अनुमान छोटे x hat 1 जिसकी गणना की है यहां हमने छोटे x hat 0 की गणना की है मुझे सिर्फ यह स्पष्ट रूप से चिह्नित करने देंI छोटा x hat 0 3 बाय 5 के बराबर है और छोटा x hat 1 जो कि सिम्बल है जो कि छोटा x hat 1 है जो कि पहले टाइम डोमेन छोटे x hat 1 का अनुमान है जो कि टाइम डोमेन सिम्बल छोटा x hat 1 है ठीक है आइए हम इसी तरह से छोटे x hat 2 की गणना करते हैं जो कि टाइम डोमेन सिम्बल छोटे x hat 2 का अनुमान है इसलिए छोटा x hat 2 1 ओवर 4 फिर से बस उस IFFT संबंध में प्रतिस्थापित करते हैं जो हमारे पास है कैपिटल X hat 0 कैपिटल X hat 1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने अनुमान लिखे हैं इनका अनुमान होना चाहिए क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वह वास्तव में कैपिटल X hat 3 का अनुमान है इसलिए यह X hat 1 गुणा e पावर j pie X hat 2 e पॉवर j 2 pie कैपिटल X hat 3 e पॉवर j 3 pie जो कि आपके 1 ओवर 4 कैपिटल X hat 0 कैपिटल X hat 1 कैपिटल X hat 2 कैपिटल X hat 3 के बराबर है जो मूल रूप से बराबर है 1 ओवर 4 2 1 बाय 5 3 बाय 5 j 1 बाय 5 3 बाय 5 j जो 1 ओवर 4 2 2 बाय 5 के बराबर है जो 1 ओवर 4 गुणा 8 बाय 5 है जो बराबर है 2 बाय 5 तक इसलिए x hat 2 सिम्बल छोटे x hat 2 मूल रूप से 2 बाय 5 के बराबर है अब तक हम छोटे x hat 0 छोटे x hat 1 और छोटे x hat 2 की गणना कर रहे हैंऔर अब जो बाकी है वह छोटे x hat 3 की गणना करना है और यह भी इसी तरह से गणना की जा सकती है आइए हम छोटे x hat 3 को पूरा करते हैं जो कि टाइम डोमेन सिम्बल छोटे x hat 3 का अनुमान है जो 1 ओवर 4 कैपिटल X hat 0 कैपिटल X hat 1 e पावर j 3 pie बाय 2 कैपिटल X hat 2 e पावर j 3 pie कैपिटल X hat 3 e पावर j 9 pie बाय 2 जो आपके 1 ओवर 4 कैपिटल X hat 0 j कैपिटल X hat 1 j कैपिटल X hat 3 के बराबर आप देख सकते हैं

हम कैपिटल X hat 2 से बच रहे हैं क्योंकि यह 0 है ठीक है और इसलिए यह 1 ओवर 4 गुना 2 j गुना 1 ओवर 5 3 ओवर 5 j j गुना 1 ओवर 5 3 ओवर 5 j है जो 1 ओवर 4 गुणा 2 3 ओवर 5 3 ओवर 5 जो कि 1 ओवर 4 गुणा 16 ओवर 5 है इसलिए छोटे x hat 3 4 ओवर 5 के बराबर है हमने टाइम डोमेन में विभिन्न सिम्बल्स के अनुमानों की गणना की है छोटा x hat 0 छोटा x hat 1 छोटा x hat 2 छोटा x hat 3 जो कि उद्देश्य था है ना तो मूल रूप से यह फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन है ठीक है हमें अंततः टाइम डोमेन में टाइम डोमेन सिम्बल्स के अनुमानों की गणना करनी है ठीक है तो चलिए अब इन बातों को फिर से लिखते हैंi इसलिए सिम्बल का अनुमान अंत में एक व्यक्ति टाइम डोमेन में सिम्बल का अनुमान लिख सकता है इसलिए टाइम डोमेन में सिम्बल का अनुमान छोटा x hat 0 3 ओवर 5 के बराबर है छोटा x hat 1 1 ओवर 5 के बराबर है छोटा x hat 2 2 ओवर 5 के बराबर है छोटा x hat 3 4ओवर 5 के बराबर है इसलिए ये टाइम डोमेन में ट्रांसमिटेड सिम्बल्स का अनुमान है टाइम डोमेन में ट्रांसमिटेड सिम्बल्स का अनुमान और यह आपके FDE को पूरा करता है जो मूल रूप से फ़्रिक्वेंसी है जो नए FDE के इस उदाहरण को पूरा करता है जो कि फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन है और जैसा कि आपने देखा है एक ही पॉइंट है हम शुरुआत से ही जोर दे रहे हैं जो कि OFDM के समान है उसी समय यह अलग भी है इसी तरह से हम ट्रांसमिशन से पहले साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ते हैं हालाँकि यह OFDM से अलग है क्योंकि हम सिम्बल्स के IFFT सैंपल्स संचारित नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सीधे साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़े गए सिम्बल्स को प्रेषित कर रहे हैं इसलिए पिछले मॉडल में हमने FDE के सिद्धांत को देखा है जो फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन है और इसमें हमने एक सरल उदाहरण पूरा किया है जो दिखाता है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है और फ्रिकवेंसी डोमेन में इक्विलाइज़ेशन कैसे किया जाता है मूल रूप से अनुसरण किया जाता है कि आप अनुमानों का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं या आप टाइम डोमेन में ट्रांसमिटेड सिम्बल्स के अनुमानों को कैसे देखते हैं सब ठीक है तो यह व्यापक कठिनाई एक उदाहरण के माध्यम से फ्रिकवेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन के इस प्रतिमान पर विस्तार से बताती है ठीक है तो कृपया इसे फिर से पूरी तरह से समझें और इसलिए हम इस मॉड्यूल को फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन पर यहाँ रोक देंगे और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन मूल रूप से इसकी कम जटिलता के कारण टाइम डोमेन इक्विलाइज़ेशन से पसंदीदा है मूल रूप से इसमें केवल IFFT शामिल है OFDM के समान इसमें केवल IFFT और FFT ऑपरेशन शामिल है लेकिन टाइम डोमेन इक्वलाइज़र के विपरीत कोई मैट्रिक्स इनवर्सन नहीं है या मूल रूप से 4 सिंक इक्वलाइज़ेशन है जिसमें वास्तव में मैट्रिक्स इनवर्स की गणना शामिल है ठीक है इसलिए हम इस मॉड्यूल को यहां रोक देंगे और हम बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं का पता लगाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद